सुप्रभात तो आज विपणन अनुसंधान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र या कोई शोध के बारे में चर्चा करेंगे हम मेजरमेंट और स्केलिंग के बारे में चर्चा करेंगे यह महत्वपूर्ण क्यों है पैमाने महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दो अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना करने का तरीका है या मदद करता है A से B तक या A से C तक उदाहरण के लिए जब मैं दूरी माप रहा हूँ तो उसकी एक यूनिट है मीटर या किलोमीटर इसी तरह जब मैं आपसे वजन के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे 50 kgs 70 kgs 60 kg या पाउंड कुछ भी हो सकता है तो सब कुछ मापने का एक तरीका है लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने ईमानदार हैं या आप कितने अच्छे हैं या हम कहें कि आप कितना अच्छा गाते हैं इसलिए जब मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं आपको एक आलोचनात्मक दुविधा में डाल रहा हूं आप नहीं जानते कि कैसे समझाना है क्योंकि यदि आप कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि यह बहुत ऊंचा है या बहुत मध्यम दिखता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक पुरस्कार है और तीन अलग अलग क्षेत्रों से तीन लोग हैं मान लीजिए कि एक व्यक्ति विज्ञान से है तो आप कह सकते हैं कि यह तुलना नहीं हो सकती है लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है मेरे पास केवल एक पुरस्कार है एक संगीतकार एक बहुत लोकप्रिय गायक और एक खिलाड़ी हो सकता है सवाल हैं कि केवल एक ही पुरस्कार दिया जा सकता है इन तीन लोगों को अब कैसे मैं उन्हें दूँ इन तीन में से चयन कैसे करूं एक वैज्ञानिक या संगीतकार या खिलाड़ी है तो चयन करने में एक दुविधा हैं मुझे कुछ तुलना करनी होगी अन्यथा कोई रास्ता नहीं है मैं किसी वैज्ञानिक की तुलना किसी संगीतकार या खिलाड़ी से कर सकता हूं तो उसकी मदद करने के लिए यह वही है जो आप सामाजिक विज्ञान में सामना करते हैं और ऐसी समस्याओं का सामना आपको विपणन अनुसंधान में करना पड़ता है तो आइए देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है माप क्या है माप का अर्थ है संख्या निर्दिष्ट करना संख्याएं जो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं की विशेषताओं का प्रतीक हैं चर का मापन अब एक आवश्यकता है मान लीजिए मुझे इनको मापना होगा वैज्ञानिक संगीतकार और खिलाड़ी मैं उनको किन मानकों पर मापूंगा लेकिन सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़ी दुविधा है क्या मापा जाए कैसे मापा जाए उदाहरण के लिए आप चलन में आ रहे हैं अब नए शब्द जैसे विश्वसनीय आ रहे हैं और एक और शब्द जो भविष्य में आएगा वह मान्य है यह दो शब्द किसी भी पैमाने से जुड़े हुए हैं तो एक पैमाना विश्वसनीय होना चाहिए कि यह आपको एक ही परिणाम बार बार दे रहा है इसलिए परिणाम में भिन्नता ज्यादा नहीं है और वैध इसका मतलब इसे इकट्ठा करने का सही तरीका होना चाहिए आप परिणाम या डेटा को सही जानते हैं इसे मान्य होना चाहिए इसका मतलब है कि यदि आप यह मापना चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी कितना अच्छा है तो एक अच्छा संकेत खिलाड़ी की सहनशक्ति हो सकती है इसलिए हमें यह समझना होगा की क्या आपके पास वैध साधन हैं या नहीं कुछ स्वाभाविक चीज जैसे नौकरी से संतुष्टि कर्मचारी ब्रांड निष्ठा मापने के लिए कठिन है अवधारणा जो विशिष्ट संख्यात्मक मूल्य के रूप में सौंपी जा सकती है उदाहरण के लिए सेल्स वॉल्यूम कल्पना कीजिये इंजीनियर या शुद्ध विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आप को मापने के लिए कुछ हैं आप कम से कम एक प्रयोग आयोजित कर सकते है और इसका मूल्य 1 6 के बीच हैं उदाहरण 15 12 23 25 जो भी मूल्य आ रहा है आपके पास कुछ है लेकिन क्या आप मानव मन से 25 विधि को जोड़ सकते हैं मानव मस्तिष्क से इसका क्या मतलब है कोई भी भ्रमित हो सकता है इसलिए पैमाने मूल रूप से है एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है या श्रेणियों की श्रृंखला और आइटम की श्रृंखला जो मूल्य या परिमाण के अनुसार परिभाषित किया गया है जो कुछ है आप एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में सोच सकते हैं तो मूल रूप से हम उदाहरण के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उपयोग करते हैं इसलिए चार पैमाने हैं किसी भी डेटा में दो माप होते हैं हमारे पास चार प्रकार के पैमाने संभव है तो चार पैमाने क्या हैं पहला नॉमिनल स्केल अब यह सबसे बुनियादी प्राथमिक पैमाना हैं इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ पहचानना है उदाहरण के लिए अगर मैं खिलाड़ियों की जर्सी नंबर की बात करता हूँ जैसे 5 इसका यह मतलब नहीं है कि वह टीम में पांचवें नंबर का खिलाड़ी हैं इसी तरह रोनाल्डो की जर्सी 7 की है इसका मतलब यह सिर्फ पहचानने के लिए है कि यदि यह 7 है तो यह रोनाल्डो होना चाहिए यदि यह 5 है तो यह मेस्सी होना चाहिए तो डॉमिनोज स्केल वो पैमाने होते हैं जो मूल रूप से पहचानने के लिए होते हैं तो अगला ऑर्डिनल स्केल है ऑर्डिनल से आपके दिमाग में क्या आता है अगर इस शब्द को तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि आर्डर या रैंक तो ऑर्डिनल स्केल कुछ ऐसे है जिसे आप आर्डर कर सकते हैं कुछ पदानुक्रम में या आप इसे एसेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं तीसरा पैमाना इंटरवल स्केल है तो यह क्या है यह एक निश्चित अंतराल है तो मान लें कि आपने पहचान की थी और फिर आप आदेश बनाते हैं जैसे आप 123 का आदेश का आर्डर बनाते हैं इसलिए यहां पर एक बात है कि यह बड़ा है और यह इससे भी बड़ा है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि दोनों के बीच का अंतर एक माइनस दो और 2 माइनस 3 एक ही हैं हम यह नहीं कह सकते हैं उदाहरण के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी मेस्सी है मान लीजिए कि उसने 300 गोल किये हैं दूसरा सबसे अच्छा खिलाड़ी रोनाल्डो है इसलिए जब मैं रोनाल्डो कह रहा हूं तो हो सकता है कि उसके 250 गोल हो तो तीसरे खिलाड़ी रोनाल्डिन्हो हो सकता है लेकिन केवल 180 गोल किए गया है तो पहले और दूसरे के बीच का अंतर या दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर एक ही तरीके से नहीं हो सकता है चौथा क्या है यह रेशों स्केल है जिसे मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ यह प्रगतिशील है तो यह सबसे प्राथमिक हैं तो यह दूसरा या तीसरा सबसे अच्छा है और इस पैमाने में नॉमिनल और ऑर्डिनल के सभी गुण है इसमें इंटरवल और कुछ और प्रॉपर्टी है इंटरवल में एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं है जो रेश्यो स्केल में मौजूद है अब उदाहरण के लिए यह लोगों की धार्मिक संबद्धता की तरह है 1 कैथोलिक है 2 प्रोटेस्टेंट है 3 यहूदी है4 मुस्लिम है अन्य 5 है तो क्या हमारा मतलब है कि यह सबसे अच्छा है नहीं ऐसा नहीं है यह केवल पहचान करने के लिए है इसलिए स्पष्ट डेटा की पहचान करना है उदाहरण के लिए जब आप एक स्टोर में उत्पाद कह रहे हैं इसका मतलब है एक का मतलब पैरेलल है दो का मतलब है खेल आइटम तीन का मतलब ग्रोसरी है और सब कैटगोरियल आइटम नॉमिनी कैटेगरी में आते हैं इसलिए हम श्रेणियों में भेद करने के लिए लेबल लगा रहे हैं तो कुछ और उदाहरण लेते हैं पुरुष 1 हैं और महिला 2 हैं दिल्ली की बिक्री क्षेत्र 1 है मुंबई का बिक्री क्षेत्र 2 है तो सवाल हैं आप क्या कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ नॉमिनल डेटा है आप वास्तव में इसे का उपयोग कैसे करते हैं तो यह डेटा विश्लेषण हिस्सा आता है जब आप नॉमिनल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्रतिशत बना सकते हैं अब 20 यहूदी 35 हिंदुओं 40 मुसलमान हैं आप इसे कर सकते हैं लेकिन आप इसे से बाहर कुछ कर सकते हैं उदाहरण के लिए क्या इन लोगों के बीच किसी तरह का कोई संबंध है जैसे अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच खर्च करने की आदत अब मैं जो कह रहा हूं क्या धर्म और खर्च करने की आदत के बीच कोई संबंध है आइए बताते हैं यहां मेरे पास एक डेटा है जो प्रकृति में नॉमिनल है यहां मैं क्रॉस टेबुलेशन कर सकता हूं ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग कर सकता हूं कि क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है तो नॉमिनल स्केल की अपनी सादगी है लेकिन उनका उपयोग किया जा सकता है अब दूसरे प्रश्न एक मनोरोग मूल्यांकन से अवसाद के लक्षण क्या है कोई लक्षण नहीं 0 हल्के लक्षण 1 मध्यम 2 गंभीर 3 अब हालांकि यह 0 1 2 3 है प्रत्येक मामले में केवल 1 का अंतर होता है लेकिन क्या वास्तव में इसका मतलब 1 का अंतर है इसका मतलब है कि हम हल्के और मध्यम के बीच का अंतर मध्यम और गंभीर रूप में कह सकते है नहीं हम नहीं कह सकते तो यह कुछ क्रम में व्यवस्था हैयह एक रैंक है इसलिए यह ओर्डिनल स्केल है जहां आप मैग्नीट्यूट के अनुसार चीज़ो के विकल्प को अरेंज करते हैं उदाहरण क्रिकेट में खिलाड़ियों की रैंकिंग जैसे भारत से सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बनाई दूसरा सबसे अच्छा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग हो सकता है जिसने 70 सेंचुरी बनाई तीसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फिर से भारत राहुल डेविड से हो सकता है लेकिन उनको 67 सेंचुरीज मिली है तो पहले और दूसरे के बीच 30 सेंचुरी दूसरे और तीसरे के बीच केवल 3 सेंचुरी क्या अंतर है तो ओर्डिनल स्केल के साथ समस्या यह है कि श्रेणियों के बीच अंतर पर अंदाज़ा लगाना कठिन है उत्कृष्ट अच्छा है लेकिन कितना अच्छा है तो सवाल यह आता है कि जब मेरा डेटा एक ओर्डिनल स्केल पर होता है तो हम क्या करते हैं इसलिए कृपया एक बात याद रखें जब आपका डेटा एक ओर्डिनल स्केल पर हो तो मैं मीडियन वैल्यू निकाल सकता हूँ जो मध्य बिंदु हैं मूल रूप से हम कह सकते हैं कि प्राथमिकता या सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज़ उत्तरदाताओं के बीच क्या है तो ओर्डिनल रैंक वहाँ कई गैर मीट्रिक गैर पैरामीट्रिक हैं जो हो सकती है जब आप एक नॉमिनल और ओर्डिनल डेटा के बीच होते हैं मूल रूप से यह गैर मीट्रिक कहा जाता है तो गैर मीट्रिक अध्ययन में आपके पास कई सांख्यिकीय परीक्षण हैं उदाहरण के लिए मान व्हिटनीएक नया परीक्षण मान व्हिटनी क्रूस्काल वालिस परीक्षण इसलिए आपके पास कुछ परीक्षण है तो आपके पास कई परीक्षण हैं और उदाहरण के लिए दो चर के बीच सहसंबंध निर्धारित करने के लिए जो प्रकृति में गैर मीट्रिक हैं आप पियर्सन का उपयोग नहीं करते हैं तो उदाहरण के लिए सहसंबंध आप कुछ स्पीयरमैन के सहसंबंध का उपयोग करते हैं जो मूल रूप से रैंक्स के अंतर पर काम करता है तो यह विभिन्न तकनीक है जो आप उपयोग कर रहे हैं जब यह नॉन मीट्रिक हैं तो एक नॉन मीट्रिक डेटा नॉन नॉर्मल वितरण का पालन नहीं करता है यह बायनॉमियल वितरण हो सकता है तो यदि आप इसे देखते हैं तो यह मामला जहां स्केल फारेनहाइट स्केल है रिश्ते सार्थक होते हैं इंटरवल रिलेशनशिप 10 डिग्री पर अंतर का समान अर्थ है कि कोई भी स्केल के साथ था जिसका मतलब है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 50 में 10 हैं 30 20 में भी 10 हैं तो अंतर 10 हैं तो यह एक ही है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि 80 डिग्री 40 डिग्री का दो बार के रूप में गर्म है यह एक रिलेटिव अवधारणा हैं यह एक निरपेक्ष अवधारणा नहीं है कोई वास्तविक शून्य नहीं है यह केवल एक मनमाना शून्य है इसलिए अधिकांश मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के मामले में कल्पना करें कि आप कैसे कहेंगे कि वास्तव में कोई बिल्कुल शून्य है n प्रकृति शून्य मौजूद नहीं है 100 भी तो मौजूद नहीं है ब्रह्मांड में सब 0 और 1 के बीच में हैं 0 केवल एक मूल्य है जो इतना बड़ा और विस्तार में हैं आप इसे शून्य मानते हैं लेकिन यह वास्तव में शून्य नहीं है इसलिए जब यह शुद्ध विज्ञान है तो आप सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में 0 और 100 या 0 और 1 की व्याख्या कैसे कर सकते हैं यह असंभव है इसलिए इंटरवल स्केल एक ऐसा पैमाना है जो न केवल वस्तुओं या विकल्प की व्यवस्था उनके संबंधित मगनीटुड के अनुसार करता हैं लेकिन बराबर अंतराल में इस आर्डर दी गई व्यवस्था भी अलग करता हैं इंटरवल स्केल ऑर्डर से संकेत करता है जैसा कि मैंने पहले कहा ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल की प्रॉपर्टी है और इंटरवल में नॉमिनल ऑर्डिनल और स्वयं की प्रॉपर्टी है और अनुपात में तीनों की प्रॉपर्टी होती है और स्वयं की भी इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तापमान स्केल इंटरवल स्केल उदाहरण के लिए हैं यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस क्लास को कितना पसंद करते हैं 1 से 7 के पैमाने में तो जब मैं 1 से 7 कह रहा हूं 7 का पैमाना सबसे ज्यादा और 1 का सबसे कम हैं मैंने जानबूझकर 0 का विकल्प नहीं दिया है यह कहना बहुत मुश्किल है कि 0 क्या है इसलिए मैंने बीच का इंटरवल दिया है आपको मुझे 1 और 7 को बताना होगा कि आपकी रुचि इस क्लास के लिए कहा है मान लीजिए मैंने आपसे वजन पूछा है आपका वजन कितना है अब आपका वजन 60 किलो है अब 60 किलो एक बिंदु है जो पूर्ण शून्य से शुरू होती है तो 0 से 60 इसी तरह उदाहरण के लिए आपके बैंक में कितना पैसा है अगर मैं 1000 रुपए कहता हूँ अंतिम बिंदु 0 है या तो आप के पास पैसे नहीं हैं या 1000 रुपये हो सकते हैं इसी तरह इन सभी में 0 निरपेक्ष अंक है इसलिए यह रेशों स्केल है अब आप एक उदाहरण देख सकते हैं नॉमिनल जो व्यक्ति 7 8 3 है और पहले स्थान पर आ रहा है वह असल में 7 वां है और इसी तरह अब यह एक रैंक पहले स्थान पर है और अब ऑर्डिनल 96 91 के पैमाने में दिया गया है और इसका परफॉरमेंस इंटरवल 0 से 10 तक है आप शून्य देखकर भ्रमित न हों क्योंकि यह वास्तव में यह आर्बिटरी रेश्यो हो सकता है तो यह 1 है जो वास्तविक मान सही है इसलिए इसको समाप्त करने का समय 152 सेकंड 141 सेकंड और 134 है अब इन चार पैमाने को समझने के बाद मैं आपको बता दूं कि जब आपका डेटा इंटरवल और रेश्यो में हो तो आप उसे मीट्रिक स्केल कहेंगे जब डेटा मीट्रिक स्केल में होता हैं तोह आपकी विश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है आप सारे सांख्यिकीय परीक्षण इस डाटा पर कर सकते हैं जैसे की रिग्रेशन इत्यादि आप लगभग सभी शोध डेटा विश्लेषण तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं आप कोरेलेशन रिग्रेशन फैक्टर एनालिसिस क्लस्टर एनालिसिस किसी का भी उपयोग कर सकते हैं तो अब स्केलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं यह बुनियादी रूप से 2 प्रकार की होती है कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव तो देखते हैं की यह दोनों तकनीक क्या होती हैं तो एक तुलनात्मक है तो नाम से पता चलता है कि आप दो अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना कर सकते हैं और दूसरा गैर तुलनात्मक है तो यहाँ आप कुछ भी तुलना नहीं कर रहे हैं इस मामले में कोई तुलना नहीं है इस मामले में तुलना है मैं आप से पूछ रहा हूं कि तुमको क्या पसंद है संगीत सुनने या फिल्म देखना तो मैं आपसे तुलना करने के लिए कह रहा हूं फिर आपसे पूछता हूँ एक फिल्म या एक खेल में आप क्या देखना चाहोगे तो यह भी तुलना है मैं तुलना कर रहा हूं कि क्या करना आप अधिक पसंद करते हैं इसलिए यह कुछ ऐसी चीज है जो पेय्ड तुलना में आती है पेय्ड तुलना मूल रूप से वस्तुओं की जोड़ी की तुलना के बीच तुलना करने के लिए की जाती है इसलिए यदि पांच वस्तुएं हैं जहां मुझे तुलना करनी है तो ABCDE कहें कि मेरे पास कितने संयोजन या तुलनाएं nn 1 2 होंगी इसलिए इस मामले में 5 4 2 10 है इसलिए मेरे पास 10 कॉम्बिनेशन होंगे इसलिए पेय्ड तुलना के साथ समस्या केवल तब होती है जब मेरी संख्या n होती है जब n की संख्या में वृद्धि हो रही है यह बहुत बहुत अधिक हो जाएगा और यह कठिन काम करने के लिए कठिन मानदंड बन जाता है दूसरा अब रैंक ऑर्डर टेस्ट है आइए हम इसे देखें इस स्लाइड के माध्यम से भी जा सकते हैं कंपैरेटिव स्केल पर वस्तुओं की प्रत्यक्ष तुलना शामिल है जिसकी व्याख्या की जा सकती है और केवल ओर्डिनल या रैंक ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है इसलिए गैर मीट्रिक हैं नॉन कम्पेरेटिव स्केल में आप समझ सकते की यह नोमिनल ओर्डिनल आता है नॉन कम्पेरेटिव स्केल में यहां प्रत्येक वस्तु का पैमाने स्वतंत्र रूप से होता है स्टिमुलस सेट में तो परिणामी डेटा आम तौर पर इंटरवल माना जाता है या अनुपात यह मीट्रिक हैं अब पेयर्ड कंपैरिजन उदाहरण के लिए कॉम्बिनेशन की एक संख्या और उनका बहुआयामी स्केलिंग में उच्च उपयोग है जहाँ एक तकनीक जहाँ में समझने की कोशिश करूँगा कि लोगों को क्या अच्छा लगता है जैसे लोगों को ईंधन दक्षता या कीमत के मामले में कार कैसी लगती है अब जब मैं कह रहा हूं कि मैं एक अलग सूची रख सकता हूं उदाहरण के लिए कहें फोर्ड स्विफ्ट या कुछ और इसलिए जब मैं कहता हूँ तो मैं मूल रूप से पेयर्ड कंपैरिजन कर रहा हूं इसलिए यह तकनीक बहुआयामी स्केलिंग में उपयोगी है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो गिलास हैं और दो पेय जैसे पेप्सी और कोला या ऐसा कुछ हो सकता है तो A बनाम B यह तुलना है इसी तरह रैंक ऑर्डर स्केलिंग जैसे कि आपने रैंक ऑर्डर स्केल से देखा था जैसा टूथपेस्ट के विभिन्न ब्रांड हिमालय कोलगेट दंत कांति डाबर क्लोज अप पेप्सोडेंट को जानते हैं और आपको उन्हें रैंक करने के लिए कहा जाता है जब आप रैंकिंग कर रहे होते हैं तो आप पेय्ड स्केलिंग कर रहे होते हैं आप दूसरों के खिलाफ रैंक करते हैं तो आप हिमालय को रैंक करते हैं आप हिमालय की तुलना बाकी से करते हैं और फिर आप कोलगेट की तुलना बाकी के मुकाबले करते हैं इसलिए रैंक ऑर्डर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है क्योंकि इससे आपको यह पहचानने में मदद मिलती है कि वस्तुओं के इतने मेजबान में से कौन सा सबसे अधिक पसंद है तीसरा कांस्टेंट सम स्केलिंग है यह एक विधि है जहाँ मान लीजिए मैं आपको 100 मूल्य 100 अंक या 100 स्कोर देता हूँ और मैं यह विभाजित करने के लिए कहता हूँ उदाहरण के लिए स्नान के साबुन के मामले में लोगों के साबुन के तीन क्षेत्रों के बारे में पूछा गया पहले खंड कोमलता को 8 स्कोर दे दिया है दूसरे खंड को दो स्कोर दे दिया है तीसरे मामले में 2 केवल तीसरी 4 बल्कि 2 4 17 तो 3 9 7 के मामले में मूल्य 53 हैं अब अगर आप इसे देखो जब तुम एक कॉन्स्टेंट सम स्केल करते हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने से में इस मामले में खंड 1 में मूल्य सबसे डोमेन कारक हो जाता है इसलिए यदि बाजार खंड 1 को पूरा करना चाहता है तो उसको कीमत की समस्या के समाधान में अधिक सावधान रहना चाहिए और डिटर्जेंट की सफाई शक्ति यह किफायती खंड हो सहती है सेगमेंट 2 सफाई और कीमत के बारे में अधिक चिंतित हैं इसलिए ये मामूली आय वर्ग से हैं फिर से तीसरा समूह 1 होना है जहाँ झाग और कोमलता मायने रखती है क्योंकि वे बहुत ही संवेदनशील हैं वे हाथ प्रभावित नहीं करना चाहते हैं तो उन्होंने मॉइस्चराइजिंग सफाई शक्ति का स्कोर दिया है और झाग और सुगंध यह उच्च आय वर्ग सकता है मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं क्यू सॉर्ट एक और तकनीक है यह छँटाई की जाती है मान लीजिए 50 या 60 वस्तुओं आप को दी जाती है और आप से इस को दो ढेर के चार समूहों में लगाने को पूछा जाता है समूह 1 2 3 और 4 तो मैं आपसे पूछेगा कि इस में 60 वस्तुओं को पाइल करे 1 4 3 5 17 19 हो सकता है इस समूह 1 में आते है यदि आप उदाहरण के लिए कारक विश्लेषण जानते है तो हम कारक विश्लेषण में यही तकनीक करेंगे इस समूह में मैं सभी समान दिखने वाले आइटम का संकलन कर रहा हूँ इसी तरह समूह 2 समूह 3 और समूह 4 और इस चार का योग 60 के बराबर है 7 से लेकर जो एक पवित्र नंबर पर है आप के पास 10 या 5 पाइल्स हो सकती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी काम को कितनी आसानी से कर सकते हैं यह बहुत अधिक नहीं होना चाहिए फिर यह बोझिल कार्य बन जाता है यदि 140 या 150 आइटम हैं तो यह एक बड़ी संख्या है लेकिन यह वही है जो हमने सैद्धांतिक बयान दिया है यदि यह 7 या 8 या 9 समूहों में 140 का ढेर है तो यह बहुत कठिन काम हो जाता है इसे करने में बहुत समय लगता है तुलना के बाद कम्पेरेटिव स्केल और अब नॉन कम्पेरेटिव स्केल पर आते हैं उदाहरण के लिए कंटीन्यूस रेटिंग स्केल को ग्राफ़िक रेटिंग स्केल भी कहा जाता है जो उत्तरदाताओं को मार्क लगाने में मदद करते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं किसी किसान से पूछूंगा कि आपको कितना उर्वरक पसंद है अगर मैं स्केल पूछ रहा हूं तो 1 2 3 4 5 हो सकता है 5 सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और 1 कम होगा और सबसे ज्यादा समस्या यह है कि हो सकता है वह शब्द 4 5 का सही अर्थ नहीं समझ सकता है तो ऐसी स्थितियों में नफरत होती है हम उन्हें एक रेखा या दूरी के रूप में एक पैमाना देते हैं और कहते हैं कि 0 से या यह सबसे ठीक है मुझे बताओ कि आप इसे कितना पसंद करते हैं और वो सोचता है और यहाँ कहता है तो यह उर्वरक A पर हो सकता है और कोई दूसरा उर्वरक यहाँ B पर हो सकता है इससे हमें पता चल जाएगा कि यह A है और यह B है मतलब वो B को ज्यादा पसंद करते हैं यह एक सब्सटेंशियल मार्जिन है कंटीन्यूअस रेटिंग स्केल यह वही है जो आप देख सकते हैं इसके बाद आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल आता है यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रेटिंग स्केल है लेकिन सावधान रहना होगा कि आप आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल जानते हैं अब मान लीजिए कि यह एक आइटमाइज्ड स्केल है हर आइटम को एक विवरण दिया जाना चाहिए यह वही है जो संक्षिप्त विवरण संख्या कहता है यदि आप उस विशेष संख्या का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो हम उत्तरदाता से यह कैसे समझ सकते हैं लोग कहेंगे कि 5 लाइकेर्ट स्केल क्यों थे यह लाइकेर्ट स्केल कहा जाता है जिसके रेंसिस लाइकेर्ट द्वारा विकसित किया गया है उन्होंने एक 5 प्रतिक्रिया दृढ़ता से सहमत नहीं से लेकर दृढ़ता से सहमत हैं श्रेणी दी और सवाल है कि 5 क्यों नहीं 7 या 11 क्यों नहीं वास्तव में कई शोधकर्ता ने 7 का भी उपयोग किया है जब मैं 1 प्रश्न का उपयोग नहीं कर रहा हूं और मैं 11 का उपयोग कर रहा हूं तो मैं 1 कैसे लिखूं मैं 2 के लिए क्या लिखूं 3 के लिए क्या लिखूं और सवाल यह है कि मैं खुद नहीं कर सकता जबकि यह मेरे अपना अनुसंधान है मैं उत्तरदाताओं से कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि वे इसे समझें और फिर मुझे उत्तर दें शोधकर्ता को एक प्रतिवादी बनकर सोचना चाहिए फिर आपके पास कुछ सवाल हैं कि पैंटालून उच्च गुणवत्ता वाला माल बेचता हैं तो यह 2 X स्कोर हैं पैंटालून दुकान सेवा में गरीब है वो 2 X 3 पैंटालून में खरीदारी करना अच्छा लगता है 3 क्रेडिट पॉलिसी भयानक हैं 4 इसलिए यहाँ समझना होगा कि रेट्रो नेगेटिव का सवाल हो सकता है इसे अगले सत्र में लेंगे तो यह लाइकेर्ट स्केल के लिए था तो अगला सेमेंटिक डिफरेंशियलहै दो बाइपोलर उद्देश्यों शक्तिशाली और कमजोर थे लेकिन मेरा हमेशा सुझाव है कि कभी इस तरह से नहीं ले बल्कि आप रिवर्स रास्ता ले कमजोर या नकारात्मक मूल्य या सबसे निचली संख्या बाएं हाथ की ओर और दाहिने हाथ में शक्तिशाली उच्च संख्या है क्योंकि यह वह तरीका है जिससे मानव मन व्यवहार करता है क्योंकि हम हमेशा अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण को सही करते हैं और इसलिए जब आप इस तरह के एक आयाम को देखते हैं और उसमें 7 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 के बीच तो यह 7 पॉइंट 7 अंक हैं अब 7 मूल्य कितने फिट है ये वही है जो सेमेंटिक डिफरेंशियल उपयोग करता है तो स्टेपल स्केल एक और है जो 5 5 है और एक विशेष वेरिएबल पर जैसे सेवा या गुणवत्ता प्रतिवादी को स्कोर देने के लिए पूछते है लेकिन आजकल स्टेपल स्केल का प्रयोग कम किया जाता है लेकिन फिर भी इसे सैद्धांतिक रूप से उपयोग किया जाता है तो आज के लिए बस इतना ही संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि आज हमने स्केल के बारे में बात की इसके महत्व और डेटा विश्लेषण में इसका उपयोग फिर स्केल्स के विभिन्न प्रकार चार प्रकार के माप उसके बाद पैमाने को वर्गीकृत किया कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव और कम्पेरेटिव के अंतर्गत पेयर्ड कंपैरिजन कांस्टेंट सम आदि और नोन कम्पेरेटिव जहाँ दो वस्तुओं के बीच कुछ भी तुलना नहीं है बल्कि दोनों के बीच 1 से 5 तक आप पूछ रहे हैं कि आप कितना चाहते है मान लीजिए 4 और कोई 3 कहते हैं और तो आप जान जाएंगे कि दूसरे वाले की तुलना में पहले वाले को ज्यादा पसंद है तो यह सब इस सत्र में किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है